हैलो दोस्तों तो हम अंतिम कक्षा में हम लिथोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब हम उस चरण दर चरण लिथोग्राफी प्रक्रिया को देखेंगे जहां हम एक विशेष वांछित संरचना उत्पन्न करेंगे तो चलिए देखते हैं आइए मान लें कि यह वह संरचना है जिसे हमें बनाने की आवश्यकता है तो यह वह संरचना है जो मैं शीर्ष दृश्य और क्रॉस सेक्शनल व्यू दोनों को चित्रित करूंगा इसलिए जब आप इस तरह के डायग्राम बना रहे हों या इस तरह के किसी भी उपकरण को डिजाइन कर रहे हों तो हमें समझने की जरूरत है टॉप व्यू क्या है और क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है तो यह समझाने के लिए कि मैं यह उदाहरण दूंगा जैसे हम कहते हैं कि यह आपका नमूना या उपकरण है और शीर्ष दृश्य ऐसा है जैसे हम ऊपर की ओर से दाईं ओर देख रहे हैं तो आप इस चरण को देख रहे होंगे जबकि क्रॉस सेक्शनल व्यू हम कहते हैं कि आप एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फिर आप इस तरफ से देखते हैं जैसे इस मामले में कैमरा साइड तो आप इस चरण को देख रहे होंगे तो मान लें कि हमें एक विशेष संरचना की आवश्यकता है जो कि शीर्ष दृश्य है यह एक सिलिकॉन वेफर है और वहां हमें दो स्क्वायर वेलस की आवश्यकता है तो एक बड़ा एक छोटा दो स्क्वायर वेलस तो यह वही सामग्री है आप देखते हैं कि यह वही सामग्री है यह यहां भी सिलिकॉन है लेकिन दोनों सिलिकॉन ही हैं लेकिन यह ऐचेड है तो मान लीजिए कि सिलिकॉन ऐचेड किया जाता है जब तक कि कुल सिलिकॉन वेफर लगभग 500 माइक्रोन मोटाई का न हो और यहां इसे लगभग 2 माइक्रोन या 1 माइक्रोन तक ऐचेड किया जाता है तो आपको वेल ऐचेड करना होगा जहां सिलिकॉन को 1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन की गहराई तक हटा दिया गया है और आप इस रेखा के लिए भी कुछ डायमेंशन परिभाषित कर सकते हैं मान लें कि यह लगभग 10 माइक्रोन 10 माइक्रोमीटर है और यह लगभग 20 माइक्रोमीटर हो सकता है और क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा तो यह सिलिकॉन है और फिर इसलिए मैं क्रॉस सेक्शन को इस रेखा के पार ले जा रहा हूं इस लाइन के पार मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं तो फिर आप यहाँ कुछ गहराई देख रहे होंगे फिर से इस तरह का बड़ा या बड़ा वेल होगा कुछ इस तरह का और यह गहराई तक ऐचेड करते है जिसे हम कहते हैं हम इसे 2 माइक्रोन कहते हैं अब हम क्या करेंगे हम हमेशा एक साधारण सिलिकॉन वेफर से शुरुआत करेंगे साधारण सिलिकॉन वेफर यह कैसा दिखता है देखिए यह ऐसा ही है बता दें कि यह हमारा नमूना है तो यह हमारा सिलिकॉन वेफर है और सिलिकॉन नमूना या सिलिकॉन सब्सट्रेट आप बता सकते हैं तो हम इसके साथ शुरू करते हैं और हम दिखाएंगे कि हम क्रमशः दिखाएंगे कि हम इस वांछित पैटर्न को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो पहला कदम फोटो प्रतिरोध स्पिन कोटिंग या पीआर स्पिन कोटिंग फोटो प्रतिरोध या पीआर स्पिन कोटिंग है अब फोटो रेसिस्टेंस की स्पिन कोटिंग के बाद क्या होगा यह फोटो रेसिस्टेंस हर जगह पर जमा किया जाएगा तो जैसे की फोटो प्रतिरोध स्पिन कोटेड है तो यह पीआर परत है और यह कुल सिलिकॉन नमूने पर कोटेड है पूरी सिलिकॉन सतह पर और इस तरह शीर्ष सतह हर जगह इसी तरह दिखेगी इसे पीआर के साथ कोटेड किया जाएगा और क्रॉस सेक्शन फोटो प्रतिरोध की एक पतली परत की तरह दिखेगा या उस पर पोलीमर कोटेड होगा तो यह पीआर है और यह सिलिकॉन है अब अगला स्तर है अगला कदम यह है कि यूवी प्रकाश के साथ उजागर करें हमारे डिजाइन के अनुसार तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह प्रत्यक्ष लेखन की तरह होगा मान लीजिए कि हम शुरुआत में सीधे लेखन के बारे में बात कर रहे हैं और डायरेक्ट राइटिंग का मतलब है मैं बिल्कुल कलम की तरह लिखूंगा तो यह पेन हमारे अपेक्षित डिज़ाइन के अनुसार चलेगा तो उस समन्वयन की सारी जानकारी लेज़र राइटर या हम जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे दे दी जाएगी और फिर यह हमारे अपेक्षित डिजाइन के अनुसार लेजर बीम को स्थानांतरित करेगा तो आइए पहले देखें कि इस तरह की ज्योमेट्री कौन सी है वहां हमें एक छोटा वर्ग चाहिए और वहां हमें एक बड़ा वर्ग चाहिए तो यह ज्योमेट्री है और अब मैं लेसर बीम को चलाऊगा मैं लेजर बीम को इस ज्यामिति में घुमाऊंगा तो यह क्षेत्र जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्षेत्र केवल लेज़र प्रकाश से ही उजागर होता है जैसा कि मैं मैन्युअल रूप से कर रहा हूं इसलिए यह एक पूर्ण कवरेज नहीं है लेकिन जैसे कि जब आप एक सिस्टम का उपयोग कर रहे होंगे तो यह एक पूर्ण कवरेज होगा और यह क्षेत्र पूरी तरह से लेजर से उजागर हो जाएगा और इसी तरह इस क्षेत्र के लिए भी है इसी प्रकार इस क्षेत्र के लिए भी यह पूर्ण आवरण होगा तो ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ केवल इस क्षेत्र में हमारे पास हमारे डिजाइन के अनुसार यह गतिमान होगा तो जैसे कि हमें इस तरह का कवरेज मिलता है तो यह दो क्षेत्र जो लाल हैं वास्तव में UV के उजागर में हैं और अन्य क्षेत्र नहीं हैं अब अगला कदम क्या है अगला कदम यह है कि हम उजागर क्षेत्र को विकसित करेंगे और हटा देंगे इससे पहले मैं उस पर वास्तव में क्रॉस सेक्शन में जाता हूं क्रॉस सेक्शनल इमेज में भी मुझे यह दिखाने की जरूरत है फिर यह कैसा दिखता है कौन सा क्षेत्र पीआर से उजागर हुआ है तो जैसे की इस तरह और फिर हमारे पास बड़ा वर्ग है तो यहाँ यह उजागर है अब जब हम इस नमूने का विकास करते हैं तो हम जानते हैं कि यह क्षेत्र जो यूवी से उजागर है जो पोलिमर बन गया है वहां पोलिमर पहले ही टूट गया है और मोनोमर बन गया है जो उपयुक्त डेवलपर सलूशन में डिसॉल्व हो जाएगा तो यह क्षेत्र डिसॉल्व हो जाएगा और इसे हटा दिया जाएगा तो चलिए इस क्षेत्र को हटा देते हैं तो पॉलिमर या पीआर को इस क्षेत्र से भी हटा दिया गया है और इसी तरह यहां भी इसलिए मिटाते समय मैंने सिलिकॉन की सतह को भी हटा दिया मैं इसे फिर से खींच रहा हूं तो अब हमें क्या मिलेगा हम यहां एक क्षेत्र प्राप्त करते हैं जहां से पीआर हटा दिया गया है फोटो प्रतिरोध हटा दिया गया है और एक बड़ा वर्ग भी जहां पीआर या फोटो प्रतिरोध हटा दिया गया है शीर्ष क्षेत्र और क्रॉस सेक्शनल छवि में भी तदनुसार मिलेगा अब हम क्या करें हम यह नमूना डालते हैं इसलिए अगला चरण है KOH इचिंग या हम TMAH इचिंग का उपयोग कर सकते हैं तो अब अगर हम इस नमूने की TMAH इचिंग करें तो क्या होगा यह क्षेत्र जो पीआर के साथ कवर किया गया है वो ऐचेड नहीं होगा क्योंकि यह TMAH सलूशन या KOH सलूशन जो भी इचिंग का उपयोग करते है से निरावरण नहीं है लेकिन यह क्षेत्र जो साल्वेंट या KOH या TMAH सलूशन के निरावरण में है वह ऐचेड हो जाएगा तो इस वजह से हम यह क्षेत्र ऐचेड करते हैं और यहाँ सिलिकॉन होगा सिलिकॉन की इस क्षेत्र में किसी प्रकार की इचिंग गहराई होगी तो इस तरह से सिलिकॉन ऐचेड हो जाता है और वहाँ हम जानते हैं कि जब हम गीली इचिंग कर रहे होते हैं तो हमें सीमा पर एक छाया मिलती है 54 डिग्री के कोण के कारण यह कुछ इस तरह होगा झुकी हुई साइड की दीवार के कारण हमारे पास होगा हम इस तरह के छायांकित क्षेत्र को देख रहे होंगे या क्या हमने पहले अपनी स्लाइड्स में देखा है तो यह छायांकित क्षेत्र है और अंदर दाहिनी ओर ऐचेड हुआ है और यह कैसा दिखेगा यह ऐसा दिखेगा यह ऐचेड क्रॉस सेक्शन प्राप्त करेगा और फिर यह उस 2 माइक्रोन तक या जो भी हमारी आवश्यकता थी उस ओर ऐचेड हो जाएगा और यह कोण अनिसोट्रोपिक इचिंग के कारण है और यह 546 डिग्री कोण है जो हमें सिलिकॉन क्रिस्टल संरचना से KOH इचिंग या TMAH इचिंग के लिए मिलता है इसलिए नमूना इस तरह दिखेगा अब आप देखते हैं कि हमने पहले ही हासिल कर लिया है जो भी हमारी आवश्यकता थी अब लेकिन पीआर अभी भी दूसरे क्षेत्र में है तो हम क्या करेंगे हम बस उस अतिरिक्त पीआर को हटा देंगे एसीटोन जैसे विलायक का उपयोग करके उस अतिरिक्त पीआर को हटा देंगे अब एसीटोन सभी पीआर या पोलिमर को हटा देता है जो यहां है लेकिन यह नहीं मिटाएगा लेकिन यह सिलिकॉन को नहीं हटाएगा इसलिए अंत में हमने लिथोग्राफी का उपयोग करके अपना आवश्यक डिज़ाइन या पैटर्न प्राप्त किया